कीवर्ड्स फ्लो कंट्रोल वाल्व एक्ट्यूएटर्स डायाफ्राम सॉलोनॉइड एक्ट्यूएटर्स कंट्रोलर आउटपुट दबाव स्थिति तो अब हम विभिन्न प्रकार के एक्ट्यूएटर पर आते हैं कि वाल्व को कैसे सक्रिय किया जाए आम तौर पर विभिन्न प्रकार के एक्ट्यूएटर हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्ट्यूएटर या सोलनॉइड एक्ट्यूएटर हैं हमारे पास न्यूमैटिक एक्ट्यूएटर हैं हमारे पास कभी कभी बड़े वाल्व के लिए हाइड्रोलिक एक्ट्यूएटर हैं तो हम भी कर सकते हैं आम तौर पर हमारे पास मैकेनिकल एक्ट्यूएटर भी हो सकते हैं मैनुअल एक्ट्यूएटर भी हो सकते हैं इसलिए इस मामले में हम आम तौर पर दो एक्ट्यूएटर्स देखेंगे एक सॉलोनॉयड एक्ट्यूएटर है और दूसरा न्यूमैटिक ऐक्ट्यूएटर है इसलिए सॉलोनॉइड एक्ट्यूएटर्स के पास उच्च गति होती है जोकि आप जानते हैं उनकी कम रेटिंग हैं लेकिन उच्च गति है उच्च गति क्योंकिहम देखेंगे कि एक्ट्यूएटर पर फ़ोर्स को जल्दी से नियंत्रित किया जा सकता है क्योंकि यह करंट द्वारा नियंत्रित होता है तो करंट को काफी तेज गति से चलाया जा सकता है इसलिए बलों को बहुत तेजी से बनाया जा सकता है अलग अलग बलों को बनाया जा सकता है और इसलिए वाल्व की सक्रियता तेज हो जाती है दूसरी ओर न्यूमैटिक एक्ट्यूएटर्स के लिए फ़ोर्स बनाया गया है आप एक सतह या डायाफ्राम पर काम करने के लिए दबाव वाली हवा लाते हैं चूंकि इसमें कुछ मात्रा सम्मिलित है इसलिए चेंबर में आने और भरने के लिए निश्चित समय में निश्चित मात्रा है और फिर डायाफ्राम पर दबाव बनाएं तो न्यूमैटिक एक्ट्यूएटर्स हमेशा एक्ट्यूएटर्स की तुलना में धीमे रहेगे इसलिए हमारे पास उच्च गति कम आकार है क्योंकि न्यूमैटिक एक्ट्यूएटर्स काफी अधिक हो सकते हैं मेरा मतलब बड़े आकार का है क्योंकि सिर्फ डायाफ्राम को बढ़ाकर कभी कभी हम उच्च रेटिंग के लिए बहुत अधिक दबाव बना सकते हैं हम हाइड्रोलिक्स का उपयोग कर सकते हैं इसलिए सोलेनोइड एक्ट्यूएटर आमतौर पर कम आकार के होते हैं और अक्सर उनका उपयोग किया जाता है जैसा कि हम देखेंगे वे अक्सर इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक वाल्व के पायलट चरणों में उपयोग किए जाते हैं इसलिए आपके पास एक बड़ा नियंत्रित वाल्व है और आप वाल्व को स्थानांतरित करना चाहते हैं तो देखें कि वास्तव में बड़ा इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक वाल्व फ्लक्स को नियंत्रित करता है अब वाल्व को स्थानांतरित करने के लिए भी आपको आवश्यकता है बनाने की आपको वाल्व स्थानांतरित करने की आवश्यकता है ठीक है यह एक स्थापित विशेषता है पन्ना ऊपर बस एक क्षण हाँ इसलिए हम सोलनॉइड एक्ट्यूएटर्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसका उपयोग वे पायलट चरणों में कर सकते हैं और यह एक समस्या क्यों पैदा कर रहा है तो ठीक है तो मैं जो कह रहा था कि इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक वाल्व पायलट चरणों में सोलेनोइड वाल्व का उपयोग किया जाता है और यह सोलनॉइड वाल्व का एक विशेष निर्माण है तो आप देखते हैं कि यह वाल्व है यह प्लग है और यह दिखाया गया बंद स्थान है तो यह इनलेट है और इस के माध्यम से बह रहा है और जा रहा है यह द्रव का फ्लक्स है एक स्प्रिंग लोडिंग है अब यह है यहां स्टेम वास्तव में एक चुंबकीय कोर से जुड़ा हुआ है जिसे प्लंजर कहा जाता है सही है और यहां आपके पास एक उच्च करंट ले जाने वाला उच्च फ़ोर्स बनाने वाली कॉइल है इसलिए यह कॉइल असेंबली है सोलनॉइड कॉइल हाउसिंग ठीक है शेडिंग कॉइल शेडिंग कॉइल इस्तेमाल किया जाता है आप कोर्स के माध्यम से फ्लक्स का मार्गदर्शन करते हैं ताकि उचित फ़ोर्स बनाया जा सके और वास्तव में फ्लक्स द्वारा बनाया गया फ़ोर्स इसलिए किसी को फ्लक्स का मार्गदर्शन करना होगा ताकि एक ऊपर की ओर फ़ोर्स पैदा होI और यह चलायमान कोर है यह ट्यूब है जिसके माध्यम से कोर चलता है ये कनेक्शन हैं तो क्या होता है कि जब कोइल डी एनर्जेटिक होता है तो यह स्प्रिंग धक्का देगा और वाल्व को बंद रखेगा दूसरी ओर जब यह होगा तो आप देखते हैं कि यदि यह सक्रिय है तो फ्लक्स इस तरह से बह रहा है जैसा कि दिखाया गया है और यह प्लंजर को ऊपर खींच रहा है इसलिए जब प्लंजर को ऊपर की ओर खींचते हैं तो यह स्प्रिंग संकुचित होता है और यह खुलता है और द्रव बहता है तो यह वह तरीका है जिससे हमारा सोलनॉइड एक्ट्यूएटर काम करेगा यह है दूसरी ओर यह एक विशेष न्यूमैटिक एक्चुएटर है इसलिए फिर से वही बात है फिर से आपके पास एक प्लग है और आपके पास ये पोर्ट हैं तो क्या होता है कि यहां स्प्रिंग फ़ोर्स द्वारा यह एक विशेष वाल्व है जहां आप वाल्व को बंद कर सकते हैं हवा को लागू करके सामान्य स्थिति में यह खुला रहेगा तो विभिन्न प्रकार की वाल्व दक्षता है कि यदि आप ऊर्जा लागू करते हैं या फ़ोर्स वे बंद कर देंगे या यदि आप ऊर्जा या फ़ोर्स लागू करते हैं तो वे खुले रहेंगे वाल्व खोलने के लिए पिछले मामले में हमें करंट लागू करने की आवश्यकता थी वाल्व को बंद करने के लिए इस मामले में हमें वायु फ़ोर्स को लागू करने की आवश्यकता है इसलिए हवा यहां प्रवेश करेगी यह डायाफ्राम है जिस पर यह एक दबाव बनाएंगI तो डायाफ्राम के क्षेत्र से गुणा किया गया दबाव फ़ोर्स देगा और यह फ़ोर्स इसे नीचे धकेलने और बंद करने वाला होगा ठीक है तो यह एक न्यूमैटिक वाल्व का बेसिक ऑपरेशन है इसलिए जैसा कि हम देखेंगे कि यदि आप इस वाल्व की विशेषताओं को देखते हैं तो जाहिर है जैसा कि हमने कहा कि प्लग पर काम करने वाली ताकतें हैं क्योंकि द्रव से छिद्र बाहर निकल रहा है यह वास्तव में प्लग को धक्का दे रहा है फ्लक्स प्रोफ़ाइल के आधार पर ऊपर या नीचे तो इसलिए प्लग पर अभिनय करने वाले फ़ोर्स हैं इसलिए ऐसा होता है कि इस वजह से प्लग वाल्व स्टेम स्थिति प्रतिशत और डायाफ्राम दबाव देखे दो चीजें हैं सबसे पहले स्टेम स्थिति से डायाफ्राम दबाव तक तो कितना डायाफ्राम दबाव बनाने के लिए आवश्यक है जो स्टेम स्थिति है और फिर स्टेम स्थिति में फ्लो के लिए स्टेम स्थिति से फ्लो विशेषता करने के लिए अनिवार्य रूप से वाल्व और लागू ΔP के निर्माण द्वारा निर्देशित है दूसरी ओर स्टेम स्थिति पर लागू डायाफ्राम दबाव निर्देशित होता है अनिवार्य रूप से प्रभावित होता है जोकि स्टेम पर वास्तव में कितना फ़ोर्स काम कर रहा है जब आपके पास उच्च प्लग फ़ोर्स होते हैं तो यह स्टेम स्थिति डायाफ्राम दबाव की विशेषता को सही स्थानांतरित हो जाता है तो लागू करने से क्या नियंत्रित किया जाता है वास्तव में डायाफ्राम दबाव नियंत्रक से नियंत्रित किया जाता है आप वास्तव में जानते हैं कि एक नियंत्रित वायु आपूर्ति न्यूमैटिक स्रोत है तो फ्लो नियंत्रण वाल्व डायाफ्राम पर दबाव की कितनी मात्रा लागू करेगा यह वही नियंत्रण है तो अगर स्टेम डायाफ्राम दबाव को ठीक करता है तो खुले लूप नियंत्रण में आप जानते हैं कि वहाँ कुछ लाभ की गणना की गई है तो लोग सोचेंगे कि अब सही है यह फ्लो है अब मैं फ्लो की विशेषताओं को जानता हूं इसलिए स्टेम स्थिति को महसूस किया जाना चाहिए तो स्टेम स्थिति को महसूस करने के लिए मुझे इस डायाफ्राम के दबाव को बहुत अधिक लागू करना होगा ताकि आउटपुट का अधिकांश हिस्सा नियंत्रक से आएगा यह वह जगह है जहां वाल्व नियंत्रित होने जा रहा है लेकिन ऐसा होता है कि डायाफ्राम दबाव की विशेषता के लिए यह स्टेम स्थिति प्लग फ़ोर्स है या नहीं इसके आधार पर बदल जाएगी इसलिए हम प्लग फोर्स के आधार पर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और प्लग फोर्स इतनी सारी चीजों पर निर्भर करता है प्लग फोर्स पाइप में दबाव के करंट की मात्रा पर निर्भर करता है तो हमे बनाने की जरूरत है इस तरह फोर्स के बदलाव के लिए वाल्व अपरिवर्तनीय की आवशकता है तो यह ऐसे उद्देश्यों के लिए है जो हम अक्सर उपयोग करते हैं जो कि वाल्व पोजिशनर के रूप में जाना जाता है इसलिए वाल्व पॉजिशनर वास्तव में स्वयं एक नियंत्रण प्रणाली है तो यह क्या करता है जो निम्नलिखित है आप देखते हैं इस मामले में यह वाल्व है सही है यह वाल्व स्टेम है फिर से एक स्प्रिंग है और यह डायाफ्राम है जिस पर दबाव सही लगाया जा रहा है डायाफ्राम से आ रहा है हवा यहाँ से आ रही है और यह इस वाल्व के माध्यम से दबाव है इस स्पूल की स्थिति कि यहाँ दबाव को नियंत्रित किया जा रहा है ठीक है इसलिए इसे कैसे नियंत्रित किया जा रहा है इसलिए हम 3 से 15 PSIG इनपुट सिग्नल लागू कर रहे हैं जो कि एक कम पावर इनपुट सिग्नल है जो इस कक्ष में यहां लागू किया जा रहा है ताकि इस पर एक फ़ोर्स पैदा हो एक बार इस पर एक फ़ोर्स पैदा हो जाए तो यह स्पूल नीचे की ओर बढ़ जाएगा जब यह हवा की आपूर्ति को नीचे की ओर ले जाता है जो कि उच्च दबाव वाली हवा है तो यह और इसके माध्यम से प्रवाहित होगी और यहां आएगी तो खुलने के आधार पर एक प्रकार का दबाव गिर जाएगा और उसके अंतिम दबाव का एहसास यहां होगा अब जैसे जैसे यह दबाव बढ़ता है यह चीज़ अब नीचे की ओर बढ़ने लगती है और वाल्व खुल जाता है दूसरी ओर इस तंत्र के कारण जब यह नीचे की ओर आता है तो ऊपर की ओर एक फ़ोर्स लगाया जाता है तो आप देखते हैं यह फ़ोर्स संतुलन सिद्धांत है इसलिए अंत में यहां जो भी दबाव डाला जा रहा है उसे संतुलित होना चाहिए जो कि इस से संतुलित होगा वह स्प्रिंग फ़ोर्स के साथ साथ इस फ़ोर्स से संतुलित होगा चूंकि यह एक लागू दबाव है और स्प्रिंग फ़ोर्स विस्थापन पर निर्भर करता है इसलिए यहां दिए गए दबाव के लिए जब तक कि यह फ़ोर्स संतुलित नहीं होता है जब यह फ़ोर्स अधिक होता है तब यह खुलने लगेगा और यह दबाव बढ़ता रहेगा जैसा कि यह बढ़ रहा है यह नीचे आने की कोशिश कर रहा है और इसलिए यह स्प्रिंग के दबाव को बढ़ाता जा रहा है तो स्प्रिंग दबाव वास्तव में इस फ़ोर्स को संतुलित करेगा जब स्प्रिंग का एक विशेष विस्थापन होता है और इस प्रणाली द्वारा इस स्प्रिंग का विशेष विस्थापन इस स्टेम के विशेष विस्थापन पर लागू होता है इसलिए जब आप यहां एक विशेष दबाव लगाते हैं तो स्टेम का एक विशेष विस्थापन हासिल किया जाता है भले ही यहां कोई भी फ़ोर्स हो जब तक यह विस्थापन प्राप्त होता है यह आगे बढ़ना शुरू कर देगा जाहिर है कि इसमें पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए इस फ़ोर्स को पार करने के लिए इसलिए लेकिन अगर आपने पर्याप्त शक्ति पैदा कर ली है तो यहां केवल पर्याप्त फ़ोर्स बनाया जाएगा ताकि अंतिम विस्थापन वास्तव में इस दबाव को संतुलित करे तो अंतिम विस्थापन हमेशा अपरिवर्तनीय होता है इस स्टेम पर फ़ोर्स चाहे जो भी हो तो इस तरह आप इनपुट सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष स्टेम स्थिति प्राप्त करते हैं यह प्लग फ़ोर्स पर निर्भर नहीं करता है सही है बंद लूप नियंत्रण के कारण तो इस तरह की चीज को वाल्व पोजिशनर कहा जाता है और कई अन्य प्रणाली हैं यह सिर्फ एक प्रणाली है जिसे हमने दिखाया है विभिन्न या फ्लैपर नोजल आधारित प्रणाली आदि हैं तो अब हम उदाहरण के लिए कुछ वाल्व की विशेषताओं पर नज़र डालेंगे आप जानते हैं कि स्टेम स्थिति की कुछ विशेषताएं हैं विशेष रूप से गतिशील विशेषताएं है सही है इसलिए आप इसे कमांड का एक छोटा मूल मान लेते हैं तो स्टेम की स्थिति बहुत अधिक होगी यदि आप एक बड़ी कमांड देते हैं तो यह बहुत अधिक होगा लेकिन आप देखते हैं कि उस दर पर एक निश्चित प्रतिबंध है जिस पर ये स्टेम चल सकता है सही है इसलिए आप एक ही समय बहुत बड़ी और बहुत उच्च आवृत्ति कमांड नहीं दे सकते हैं यदि आप उन्हें देते हैं तो उस इनपुट कमांड को स्टेम स्थिति के संदर्भ में महसूस नहीं किया जाएगा और आपको इस तरह की प्रतिक्रियाएँ मिलेंगी उदाहरण के लिए यदि आप एक बड़ी और फिर उच्च आवृत्ति साइनसॉइड देते हैं तो स्टेम स्थिति इसका पालन नहीं कर पायेगा बल्कि यह इस तरह ऊपर जायेगा तो एक विकृति होगी आप जानते हैं तो इन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जब कोई एक वाल्व के साथ एक प्रक्रिया नियंत्रण लूप डिजाइन कर रहा है तो उनके पास ये दर सीमाएं होती है सही है कोई भी एक्चुएटर अधिकांश इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर वास्तव में एक दर सीमा रखते हैं इसी तरह विभिन्न कारकों के कारण स्टेम स्थिति में एक हिस्टैरिसीस हो सकता है आप जानते हैं इसलिए जब आप दबाव बढ़ा रहे होते हैं तो स्टेम स्थिति वास्तव में इस वक्र का अनुसरण करती है और जब आप दबाव कम कर रहे होते हैं तो यह ठीक उसी वक्र का अनुसरण नहीं कर सकती है अब ऐसे डेड बैंड जैसा कि हम जानते हैं कि मानक नॉनलाइनर कंट्रोल सिस्टम अक्सर दोलनों को जन्म देते हैं तो आप इस प्रक्रिया नियंत्रण लूप को जानते हैं फ्लो लूप यदि आप एक वैकल्पिक आदेश देते हैं तो प्रक्रिया नियंत्रण लूप वास्तव में दोलन कर सकता है तो इन्हें बंद लूप में सीमा चक्र कहा जाता है इसी तरह कभी कभी आप जानते हैं कि एक वाल्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मात्रा होती है जिसे रंजाबिलिटी कहा जाता है तो रंजाबिलिटी का अर्थ है जोकि अधिकतम से न्यूनतम फ्लो अनुपात है इसलिए अधिकतम फ्लो से न्यूनतम कंट्रोलबल फ्लो कहना आसान है तो वाल्व हो सकता है आप जानते हैं कि कुछ समय वाल्व निर्माता दावा करते हैं कि उनके पास 10 1 15 1 13 1 30 1 प्रकार है जो आप जानते हैं कि आपके पास रेज़ेबिलिटी हैं तो कभी कभी कुछ अनुप्रयोगों में ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत अधिक रेज़ेबिलिटी की आवश्यकता होती है यानी कभी कभी बहुत बहुत छोटे फ्लो की आवश्यकता होती है कभी कभी आपको बहुत अधिक फ्लो की आवश्यकता होती है इसलिए ऐसे अनुप्रयोगों में आपको कभी कभी वाल्व अनुक्रमण की आवश्यकता होती है जो कि वास्तव में आपके पास एक से अधिक वाल्व हैं और ऑपरेटिंग क्षेत्र के एक हिस्से में आप एक वाल्व संचालित करते हैं और ऑपरेशन क्षेत्र के दूसरे भाग में आप एक और वाल्व संचालित करते हैं लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा आप कुछ चीज़ें जानते हैं जैसे आप ट्रांजीशन को जानते हैं जैसे कि अचानक जब आप एक वाल्व से दूसरे वाल्व पर जाते हैं तो प्रक्रिया नियंत्रण लूप विशेषताओं में बदलाव नहीं होता है तो इनमें से आप विभाजन सीमा नियंत्रण जानते हैं जिसे हमने अपनी प्रक्रिया नियंत्रण मॉड्यूल के मामले में भी देखा है तो आपके पास दो वाल्व हैं और उन्हें एक एम्पलीफायर और पूर्वाग्रह के माध्यम से फेड किया जाता है सही है इसलिए इन बायसेस को अलग और क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बनाया जाता है वास्तव में इस वाल्व पर नियंत्रण संकेत आता है इसलिए यह वाल्व तब काम करेगा जब कुछ समय बाद यह वाल्व इनपुट वास्तव में संतृप्त हो जाएगा तो अब और तब यह वाल्व संचालित होगा यह वाल्व चालू हो जाएगा तो इस लाभ और बायस प्रणाली का उपयोग करके ऑपरेशन की समग्र श्रेणी को विभाजित किया जाता है और ऑपरेटिंग क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न वाल्वों को नियोजित किया जाता है इसी तरह कभी कभी आपके पास हो सकता है एक और योजना हो सकती है यह एक और वाल्व अनुक्रमण योजना है जहां आपके पास दबाव सेंसर है आप जानते हैं तो यह दबाव यह वास्तव में नियंत्रक आउटपुट है जो वाल्व एक्ट्यूएटर पर जा रहा है इसलिए जब नियंत्रक आउटपुट होता है तो यहां स्विचिंग जो कि इस तीन तरफा वाल्वों द्वारा होती है वास्तव में इन वाल्वों के लिए नियंत्रक आउटपुट को कितना बढ़ाया जा रहा है इसके आधार पर किया जाता है और उनके आधार पर वाल्वों में से एक का संचालन होगा या तो यह ऑपरेटिंग हो या यह बंद हो जाएगा या यह वेंटेड होगा और यह ऑपरेटिंग होगा इसलिए यह पता चला है कि इस तरह के अनुक्रमण के लिए आप जानते हैं कि जब आप उदाहरण के लिए आम तौर पर बड़े वाल्वों का लाभ वास्तव में छोटे वाल्वों के लाभ से बड़ा होता है इसलिए किसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि जब आप छोटे वाल्व से बड़े वाल्व पर स्विच कर रहे हों तो लाभ नहीं है लाभ अचानक नहीं बदलता है क्योंकि यह प्रक्रिया नियंत्रण लूप के समग्र लाभ को बदलने जा रहा है और आप ला सकते हैं आप अस्थिरता समस्या अस्थिरता या संतृप्ति समस्या जैसी चीजों को जानते हैं तो ऐसा करने के लिए यही कारण है कि यह इस तरह के अनुक्रमण के लिए है समान प्रतिशत वाल्व वास्तव में बेहतर अनुकूल हैं क्योंकि जैसा कि हम समान प्रतिशत विशेषताओं से जानते हैं समान प्रतिशत की विशेषता इस तरह है स्टेम स्थिति प्रवाह की तरह तो आप देखते हैं कि छोटे वाल्व के लिए जब आप छोटे वाल्व को बंद कर रहे होते हैं तो छोटे वाल्व का वास्तव में बहुत अधिक लाभ होता है इसलिए जब आप बड़े वाल्व के लाभ के लिए इस लाभ पर स्विच कर रहे हैं तो बड़े वाल्व वास्तव में लाभ का एक उच्च मूल्य है लेकिन यह अपने कम लाभ क्षेत्र में चल रहे है इसलिए हम छोटे वाल्व की विशेषता के उच्च लाभ क्षेत्र से बड़े वाल्व विशेषता के कम लाभ क्षेत्र में बदल रहे हैं इसलिए लाभ स्विचिंग अचानक जब आप छोटे वाल्व से बड़े वाल्व पर स्विच करते हैं तो समग्र प्रक्रिया लूप लाभ अचानक नहीं बदलता है तो यह एक कारण है आप जानते हैं कि समान प्रतिशत वाल्व रैखिक वाल्व के बजाय वाल्व अनुक्रमण के लिए बेहतर अनुकूल हैं अक्सर जैसा कि हमने देखा है हम जानते हैं कि यह दिखाता है कि आप जानते हैं वाल्व भी वास्तव में बंद लूप में रखे जाते हैं तो यह वास्तव में फ्लो नियंत्रण लूप का एक हिस्सा है और यदि आपके पास है तो मान लीजिए कि आपके पास तापमान लूप है इसलिए तापमान लूप आउटपुट नियंत्रक आउटपुट में वाल्व को सीधे देने के बजाय जिसमें अशुद्धताएं हैं जो मृत बैंड है जिसमें हिस्टैरिसीस है जैसा कि हमने देखा है एक फ्लो नियंत्रण लूप स्थापित करना बेहतर है जो एक स्लेव लूप है इस अर्थ में कि तापमान नियंत्रण लूप वास्तव में मास्टर नियंत्रण लूप है इसलिए तापमान नियंत्रक आउटपुट एक फ्लो सेट बिंदु देगा जैसा कि हमने कैस्केड के मामले में देखा है तो क्या होगा इसलिए यदि आप सेट करते हैं तो यह मास्टर से आ रहा है जैसे तापमान नियंत्रण लूप तो अगर हम सेट करते हैं तो यह एक फ्लो नियंत्रक है यही है यह फ्लो ट्रांसमीटर है इसलिए यदि आप सेट करते हैं भले ही वाल्व इस लूप की विशेषता है जो इस बिंदु के बीच है और यह बिंदु बहुत अधिक रैखिक है तो हम मानते हैं यह गणितीय अर्थों में बिल्कुल रैखिक नहीं हो सकते हैं लेकिन बहुत कुछ होगा जो अधिक रैखिक और यह वास्तव में डिजाइन डिजाइन जिसको तैयार करने में बहुत आसान बनता है और यह सुनिश्चित करता है कि तापमान नियंत्रण लूप की विशेषता ऑपरेशन के पूरे क्षेत्र पर समान रूप से अच्छी रहती है तो कभी कभी कई बार हम इस तरह के लूप सेट करते हैं कभी कभी आप अब वाल्व विशेषताओं को बहुत चतुराई से इस्तेमाल कर सकते हैं आप जानते हैं कि मेल होना सिस्टम विशेषताओं से मेल खाते हैं इसलिए उदाहरण के लिए तरल ताप एक्सचेंजर के लिए तरल का मामला लें तो क्या होता है कि अब आप जानते हैं कि यह इनपुट है जो ठंडा फ्लो है और आउटपुट क्या है आउटपुट उत्पादन तरल का निकलने वाला तापमान है जो गर्म हो रहा है हम कहते है इसलिए जब एक धीमी फ्लो दर होती है अर्थात जब यह फ्लो दर कम होती है तो जाहिर है कि यह तरल ट्यूब के भीतर अधिक समय तक रहती है और इसलिए इस बिंदु से इस बिंदु के बीच लाभ दोनों के लिए किसी हीटिंग तरल का फ्लो दिए गए दर के लिए एक तापमान होता है इनलेट और आउटलेट के बीच तापमान में वृद्धि अधिक होगी यही नहीं यह भी होगा अगर आप यहा कदम बढ़ाते हैं तो यह ऊपर जाएगा लेकिन इस कदम से इस कदम के बीच की देरी भी अधिक होगी इस तथ्य के कारण कि तरल धीरे धीरे यात्रा कर रहा है तो दूसरी ओर जब आप होते हैं तो आप देखते हैं कि यह ऐसी स्थिति है जहां आपको उच्च लाभ होता है और आपको अधिक देरी होती है इसलिए आपको रखने की आवश्यकता है क्योंकि हम जानते हैं कि नियंत्रक लाभ को कम रखने की आवश्यकता है इस क्षेत्र में दूसरी ओर यदि इस फ्लो में वृद्धि होती है यदि इस फ्लो दर में वृद्धि होती है तो लाभ में गिरावट आएगी और विलंब भी घटेगा तो अब ऐसा मामला है जब आप कह सकते हैं आप कर सकते हैं बेहतर सुधार क्षणिक प्रदर्शन के लिए आपको उच्च नियंत्रक लाभ हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है आप वास्तव में नियंत्रक को बदलने के लिए स्वचालित रूप से आसान तरीका जानते हैं इस एप्लिकेशन के लिए यदि आप उपयोग करते हैं यदि कोई बराबर प्रतिशत वाल्व का उपयोग करता है तो जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लो दर बढ़ने के साथ वाल्व लाभ बढ़ जाता है तो स्वचालित रूप से लूप का लाभ बढ़ जाता है क्योंकि फ्लो की दर बढ़ जाती है इसलिए समग्र प्रक्रिया लूप क्षणिक विशेषता को समान रूप से वाल्व विशेषताओं द्वारा और वाल्व के हिसाब से बनाया जाता है सही है तो यही है जो मैं कह रहा हूँ इसी तरह और एक विपरीत स्थिति उत्पन्न हो सकती है यदि आपके पास एक छिद्र मीटर है तो एक छिद्र मीटर में चूंकि फ्लो दर बढ़ती है सेंसर लाभ भी बढ़ता है इसलिए फिर से लूप लाभ बढ़ता है इसलिए ऐसे मामले में एक समग्र लाभ को कम करना है सही है तो कोई इसके लिए एक रैखिक वाल्व का उपयोग कर सकते है अंत में आप जानते हैं कि वाल्व एक को लगाना है या देखें कि क्या होगा यदि एक्चुएशन विफल हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि कभी कभी यह फ्लो वास्तव में विस्फोट आदि का कारण बन सकता है इसलिए वाल्व विभिन्न कॉन्फ़िगरेशनों में निर्मित होते हैं जो कि यहाँ दिखाया गया है उदाहरण के लिए खुले या बंद होने में विफल इसलिए यदि यह वायु आपूर्ति किसी तरह विफल हो जाती है तो यह वाल्व विफल हो जाएगा और यह एक खुली स्थिति में विफल हो जाएगा इसलिए अगर हवा की आपूर्ति नहीं होती है तो वाल्व खुला रहेगा इसी तरह वाल्व खोलने के लिए हवा होती है जहां अगर हवा की आपूर्ति बंद हो जाती है और विफल हो जाती है तो वाल्व बंद हो जाएगा तो इसलिए किसी को विशेष रूप से एक्चुएशन कॉन्फ़िगरेशन चुनना पड़ता है आप विभिन्न प्रकार की विफलताओं के तहत औसत औद्योगिक दुर्घटनाओं को जानते हैं ताकि हमें इस व्याख्यान के अंत में लाया जाए इसलिए समीक्षा के रूप में हमने आमतौर पर ग्लोब बॉल और बटरफ्लाई वाल्व देखते हैं हमने स्थैतिक और गतिशील दोनों प्रकार के वाल्व फ्लो विशेषताओं को देखा है और हमने देखा है कि वाल्वों को कैसे नियंत्रित रखते है एक पहलू है जिसका पुस्तकों में निदान किया जाता है जिसे वाल्व साइजिंग कहा जाता है जो कि दिए गए उपयोग के लिए है जो वाल्व के आकार को निर्धारित करता है हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह अनिवार्य रूप से एक प्रक्रिया डिजाइन अभ्यास है और स्वचालन नियंत्रण की चिंता नहीं करता है तो अंत में इंगित करने के लिए पहले एक ग्लोब वाल्व के क्रॉस सेक्शन को स्केच किया जाता है जो इसके चार प्रमुख भागों को इंगित करता है आपको यह करने में सक्षम होना चाहिए कि स्थापित और निहित विशेषताओं के बीच अंतर क्या है यह बेहद महत्वपूर्ण है और यह क्यूं होता है एक वाल्व पॉजिशनर का क्या मुख्य लाभ होता है कोई इसे क्यों डालता है और अंत में एक न्यूमैटिक एक्चुएटर पर एक सोलेनोइड एक्चुएटर के लाभ और एक सोलेनोइड एक्चुएटर पर एक न्यूमैटिक एक्चुएटर के लाभ का उल्लेख करें जो यह हमें व्याख्यान के अंत में लाता है बहुत बहुत धन्यवाद